तो ARM7 में कहे हमें 8051 या 8085 की तुलना में अधिक जटिल आर्किटेक्चर मिली है इसके पास डेटा बस है जो 32 बिट है और एड्रेस बस भी 32 बिट है और ये एड्रेस और डेटा बस का कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है तो ये अलग हैं तो एड्रेस बस यहाँ 32 बिट है और डेटा बस यहाँ 32 बिट है अब हमें आंतरिक रूप से एक इंटरनल बस मिल गया है तो एक बस ALU बस है जिसे हम A बस कहते हैं और यह भी एक A बस है जो रजिस्टर बैंक से आ रही है और यह ALU बस ALU से निकल रही है और यह रजिस्टर बैंक के साथ साथ एड्रेस रजिस्टर को भी फीड कर रही है तो कभी कभी हम इस रजिस्टर बैंक मान को कुछ रजिस्टरों के कुछ मानों से ऑपरेशन करने के लिए लेना चाहेंगे तो उस स्थिति में इस A बस का उपयोग किया जाएगा और परिणाम वापस स्टोर करने के लिए परिणाम इस रजिस्टर बैंक के रजिस्टर पर वापस संग्रहीत किया जा सकता है या यह आगे के एड्रेसिंग के लिए कुछ एड्रेस रजिस्टर पर संग्रहीत हो सकता है हमें एक अलग इंक्रेमेंटर मिली है तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आप यहां देखते हैं कि इंक्रेमेंटर में एक एड्रेस है तो 8051 के विपरीत जहां हमें एक ही ALU मिला है जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के बाद एड्रेस इन्क्रीमेंट कर रहा है यहां PC इन्क्रीमेंट ऑपरेशन इस इंक्रीमेंटल मॉड्यूल द्वारा किया जाता है तो यह प्रोसेसर के अन्य कम्प्यूटेशनल ओवरहेड से पूरी तरह से अलग है तो यह ALU इंस्ट्रक्शंस के सामान्य संचालन को करने के लिए जिम्मेदार है और यह इंक्रीमेंटल एड्रेस इंक्रेमेंटिंग के लिए है तो फिर इसका आउटपुट कुछ रजिस्टर बैंक को फीड कर सकता है या यह कुछ एड्रेस रजिस्टर पर जा सकता है तो एड्रेस रजिस्टर वास्तव में वह रजिस्टर है जो उस एड्रेस को धारण करेगा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखाई देता है तो जो भी इंस्ट्रक्शन हो अंततः इस मेमोरी को एक्सेस किया जाना चाहिए एड्रेस रजिस्टर जिसमें लोकेशन का एड्रेस होगा तो यदि आप कुछ डेटा लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो इस राइट डेटा रजिस्टर में मूल्य होगा जिसे आप लिखना चाहते हैं तो एड्रेस को यहाँ और डेटा को यहाँ डालने के बाद तो आप कह सकते हैं कि इनेबल आउट तो यह इनेबल आउट डाटा बस पर होगा इसी तरह यदि आप मेमोरी से कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह इस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में आ रहा है और साथ ही रीड डाटा रजिस्टर में तो हम बाद में इस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन भाग को एक्स्प्लोर करेंगे लेकिन अनिवार्य रूप से इंस्ट्रक्शन जब यह आ रहा है तो 8085 या 8051 के मामले में हमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मिला है जहां इंस्ट्रक्शन ओपकोड आ रहा है लेकिन यहां यह एक पाइपलाइन स्टेज है तो ऑपरेशन के लिए कई पाइपलाइन स्टेजेस होगी और यह रीड डाटा रजिस्टर तो यह है यदि आप प्रोग्राम मेमोरी से डेटा रीड कर रहे तो यह इसमें आ जाएगा और आंतरिक रूप से आप देखेंगे कि हमें मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन करने के लिए एक बूथ मल्टीप्लायर मिला है तो मल्टिप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए तोआपको बूथ मल्टीप्लायर मिला है जिससे कि ALU को उस ऑपरेशन को करने से राहत मिलती है और हम देखेंगे कि मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन को भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि यह सामान्य मल्टिप्लिकेशन की तुलना में बहुत कम संख्या में साइकल्स लेता है फिर बैरल शिफ्टर है तो मैंने पहले ही कहा है कि आप ऑपरेंड को शिफ्ट कर सकते है सिंगल इंस्ट्रक्शन में अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करने से पहले तो आप ऑपरेंड की शिफ्टिंग कर सकते हैं तो 2 से मल्टिप्लिकेशन या 2 से डिवीज़न तो 2 पावर के द्वारा मल्टिप्लिकेशन और डिवीज़न जो इस बैरल शिफ्टर द्वारा किया जा सकता है और कई बार विशेष रूप के सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में तो हम पाएंगे कि कई ऑपरेशन हैं जो हम 2 पावर के द्वारा मल्टिप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो इस प्रकार की आर्किटेक्चर में उन कार्यों को बहुत आसानी से किया जा सकता है तो पाइपलाइन भाग में आये तो इस ARM को यह मिल गया है यह एक पाइपलाइन आर्किटेक्चर है तो पाइपलाइन्ड आर्किटेक्चर आपका क्या मतलब है क्या यह है कि हमें कुछ फंक्शनल ब्लॉक मिला है मान लीजिए हमें कुछ फंक्शनल ब्लॉक मिला है इस तरह से और इस फंक्शनल ब्लॉक में कुछ डिले होगी तो इसे कहे D यूनिट की डिले मिली है तो इसे D यूनिट की डिले मिली है अब एक पाइपलाइन ऑपरेशन में जो किया जाता है वह यह है कि इस मॉड्यूल को कई उप मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है तो मुझे यह पहला मॉड्यूल मिला है तो मुझे यह पहला मॉड्यूल मिला है जो कहे डिले D1 का है फिर इस चरण का आउटपुट अगले चरण में जाता है जिसे D 2 की डिले मिले है और तीसरा उस चरण का आउटपुट था जो तीसरे चरण में जाता है जिसे D3 डिले मिला है तो डिले D का मूल ब्लॉक इस तरह से 3 मॉड्यूल में विभाजित है तो पहले हमारे पास D की डिले के साथ एक एकल मॉड्यूल था और इनपुट उसी पर आ रहे थे तो यदि डिले D है तो आप प्रत्येक D टाइम यूनिट के बाद इस मॉड्यूल को 1 बटे D के बराबर फ्रीक्वेंसी पर संचालित कर सकते हैं तो इनपुट डेटा क्या है जब यह यहाँ आ रहा है तो D टाइम यूनिट के बाद यहां मूल्य उपलब्ध होगा दूसरी ओर अगर मैं इस तरह से एक कार्यान्वयन करता हूं तो क्या होता है कि यह व्यक्तिगत मॉड्यूल डिले D 1D 2 और D 3 तो पहला डेटा आइटम जो आपके पास यहां है तो उसे D1 प्लस D2 प्लस D3 की कुल डिले दिखेगा तो यह D के बराबर है तो वह उतने मात्रा की डिले देखेगा लेकिन जब यह पहला डेटा आइटम दूसरे मॉड्यूल तक पहुंच गया है तो दूसरा डेटा आइटम यहां फेड की जा सकता है और कुछ समय बाद पहला डेटा आइटम प्रसंस्करण के तीसरे चरण तक पहुंच जाएगा तो फिर यह दूसरा करेगा और यह तीसरा डेटा आइटम करेगा इस तरह यदि आपके पास डेटा का निरंतर प्रवाह है तो आप देख सकते हैं कि हर छोटी थोड़ी समय के बाद तो इस डेटा को आउटपुट किया जाएगा जैसे कहे कि यह D1 है तो मान लें कि मुझे यह D मिला है जो इन सभी 3 मूल्यों D 1 D 2 और D 3 की अधिकतम है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक Dटाइम यूनिट के बाद अगला नमूना अगला आउटपुट यहां उपलब्ध होगा क्योंकि जब पहला डेटा बाहर आ रहा है तो दूसरा डेटा पहले से ही यहाँ है तो D3 की डिले के बाद दूसरा डेटा सामने आएगा इसी तरह तीसरे डेटा आएगा एक और D 3 डिले के बाद तो यदि D इन 3 चरण डिले का अधिकतम होता है तो प्रत्येक D टाइम यूनिट के बाद डेटा आउटपुट पर उपलब्ध होगा तो यह पाइपलाइनिंग की अवधारणा है तो इस पाइपलाइनिंग का उपयोग विभिन्न प्रोसेसर में किया जाता है हम पहले ही फेच डिकोड एक्सेक्यूट इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूशन में पाइपलाइन को देख चुके हैं ARMप्रोसेसर के मामले में तो इसे बहुत अधिक बनाया गया है और इसका बहुत अधिक उपयोग किया गया है स्वाभाविक रूप से इसका मूल फंक्शनलिटी D को 3 चरणों D1 D2 और D3 में विभाजित किया गया है तो स्माल D मूल्य अक्सर कैपिटलD मूल्य से बहुत कम है तो इस तरह मैं प्रोसेसिंग को बहुत अधिक रेट पर कर सकता हूं तो चर्चा में वापस आने पर इस ARM को पाइपलाइनिंग सुविधा मिल गई है और विभिन्न चरणों की पाइपलाइनें हैं जो प्रोसेसर के विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध हैं जैसे ARM7 में 3 स्टेज पाइपलाइन ARMS और ARM9TDMIतो उन्हें 5 स्टेज पाइपलाइन मिली है तो ARM10 को 6 स्टेज पाइपलाइन ARM11 को 8 स्टेज पाइपलाइन मिली है तो धीरे धीरे पाइपलाइन स्टेजेस की संख्या में वृद्धि हुई है और पाइपलाइन स्टेजेस की बढ़ती संख्या के साथ लाभ यह है कि हम फ़ास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो पहला वाला 3 स्टेज पाइपलाइन है तो यह क्लासिक फेच डिकोड एक्सेक्यूट पाइपलाइन है तो यह अन्य प्रोसेसर के समान है जो हमारे पास है तो 8085 8051 की तरह वे सभी इस तरह के फेच डिकोड एक्ज़ीक्यूट पाइपलाइन को करते हैं तो पहला स्टेज फेच स्टेज है तो यह फेच स्टेज मेमोरी से सामग्री को रीड के लिए जिम्मेदार है तो यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करता है और यह प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर को इन्क्रीमेंट करता है तो ARM के मामले में ऐसा है इस प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर को बुलाएगा तो उस मूल्य को इन्क्रीमेंट किया जाता है ताकि यह अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित कर सके पहला स्टेज फेच है दूसरा चरण डिकोड है तो डिकोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो यह समझ जाएगा ओपकोड का अर्थ क्या है और यह तदनुसार कण्ट्रोल सिग्नल्स को तैयार करेगा तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यह निर्देश यहां तक पहुंच गया है इसके बाद तो यह इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कण्ट्रोल लॉजिक पर जाता है और यह विभिन्न मॉड्यूल जो हमारे पास यहां हैं के लिए कई कण्ट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करता है लेकिन ये सिग्नल इस कण्ट्रोल लॉजिक के संचालन को भी कण्ट्रोल करेंगे लेकिन कुल मिलाकर यहां तक पहुंचने वाला इंस्ट्रक्शन यहां डिकोड किया गया है और ये कण्ट्रोल सिग्नल्स अन्य मॉड्यूल के लिए शेष मॉडल के लिए उत्पन्न होते हैं जो ऑपरेशन करेंगे तो दूसरा स्टेज आप इस डिकोड को करेंगे और कण्ट्रोल सिग्नल्स को तैयार करेंगे तीसरा स्टेज यह वास्तविक कार्य करता है तो वास्तविक काम क्या है तो जैसे यह रजिस्टर फ़ाइल से ऑपरेंड रीड करता है तो यह हो सकता है कि मैं सामग्री या दो रजिस्टर जोड़ना चाहता हूं तो उन दो रजिस्टर मानों को ALU के लिए उपलब्ध होना चाहिए जब ALU ऑपरेशन करेगा और फिर यह संशोधित रजिस्टर के मूल्य को वापस लिख देगा तो इस तरह से हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं ऑपरेशन किया जा सकता है और ARM के मामले में तो आप देखेंगे कि जब भी हम एक अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर बैंक से होते हैं तो आपके पास यह सीधे एक्सटर्नल मेमोरी से नहीं मिल सकता है तो इसीलिए हम स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि यह रजिस्टर फाइल पर ऑपरेशन कर रहा है तो 3 स्टेज पाइपलाइनिंग हमारे पास जो कठिनाई है वह यह है कि यदि हर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यह पाइपलाइन स्टाल का कारण होगा तो पाइपलाइन स्टाल कुछ इस तरह से है तो मुझे यह पाइपलाइनिंग मिल गई है तो अगर संसाधन व्यस्त है जैसे कहे फेच डिकोड और एक्सेक्यूट तो ये तीन स्टेज हैं अब यदि यह एक्सेक्यूट स्टेज भी मेमोरी एक्सेस करने को कह रहा है तो यह मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भी कह रहा है जैसे कि हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशन पर कुछ रजिस्टर की सामग्री को सेव करने के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं तो इस तरह से यह इंस्ट्रक्श मेमोरी बस का उपयोग कर रहा होगा तो मैं अगला इंस्ट्रक्शन नहीं फेच कर सकता तो वहाँ फेचिंग भाग स्टाल हो जाएगा तो इस प्रकार की पाइपलाइन स्टाल होगी और यदि आप इन तीन स्टेजेस में देखे तो एक्सेक्यूट स्टेज अधिकतम समय लेगा क्योंकि यह कुछ जटिल ऑपरेशन कर रहा होगा तो हमें यह हर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के साथ मिला है तो हमारे पास एक पाइपलाइन स्टाल होगा क्योंकि अगले इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं किया जा सकता है जब मेमोरी को रीड या राइट की जा रही है तो इस समस्या को कैसे हल करें तो इस समस्या का हल हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जाकर किया जाता है जिसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग होती है तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग होते है तो हमें दो प्रकार की मेमोरी के लिए अलग अलग एड्रेस बस और डेटा बस मिल गया है तो अगर पहले की संरचना इस तरह थी यदि यह ARM की प्रोसेस थी और हमें यह मेमोरी के रूप में मिली है तो हमें यह एड्रेस बस डेटा बस कंट्रोल बस की तरह मिला है अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी मिले है जो कि अलग है तो यह प्रोग्राम मेमोरी है और हमें डेटा मेमोरी मिली है जो अलग है अब क्या होगा जब ARM प्रोग्राम के लिए पूछ रहा है तो यह प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस करेगा तो इसे प्रोग्राम पार्ट के लिए एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस मिल गया है और इसी तरह इसमें डेटा मेमोरी एक्सेस के लिए डेटा पार्ट के लिए एड्रेस डेटा और कंट्रोल बस होगा तो इस तरह से हमें यह दो मेमोरी मिल गई हैं जो अलग हैं और बसें भी अलग हैं तो आपको अब लचीलापन मिल गया है कि हम इन डेटा एक्सेस के लिए जा सकते हैं मेमोरी से अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करने में बाधा नहीं आएगी तो इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी अलग होते है दूसरी बात जो की जाती है वह यह है कि अगला स्टेज को किसी भी तरह इस ऑपरेशन को एक्सेक्यूट फेज को सरल बना दे हम इसे कैसे करते हैं यह रजिस्टर रीड स्टेज डिकोड स्टेज में ले जाया जाता है तो पिछले मामले में एक्सेक्यूट ऑपरेशन पहली चीज जो उसे करना है वह है ऑपरेशन के लिए रजिस्टर फाइल से ALU के लिए ऑपरेंड प्राप्त करना तो यह सरलीकृत है और अब हम इस रजिस्टर रीड से डिकोड स्टेज में जा रहे हैं तो डिकोड स्टेज में पहले कम हल्का लोड था अब स्टेजेस के बीच संतुलन बनाने के लिए लोड बढ़ा दिया गया है तो एक्सेक्यूट चरण को भी तीन उप चरणों में विभाजित किया जाता है एक अरिथमेटिक कम्प्यूटेशन फिर मेमोरी एक्सेस और फिर रजिस्टर फाइल में रिजल्ट लिखने के लिए तो ये तीन चरण हैं जिनमें यह एक्सेक्यूट चरण भी विभाजित है तो आपको यह फेच मिल गया है वहां डिकोड है और रजिस्टर जो इस एक्सेक्यूटे स्टेज में एक स्टेज का गठन करता है जिसे तीन स्टेजेस में विभाजित किया गया है तो परिणामस्वरूप हमें 5 स्टेज वाली पाइपलाइन मिली है यहाँ तीन है और एक डीकोड है और एक फेच है तो 5 स्टेज पाइपलाइन तो यह ऐसा है जैसे कि पाइपलाइन में एक संतुलन है जो अब हम देखते हैं क्योंकि डिकोड स्टेज बहुत हल्के ढंग से लोड हुआ था तो अब उसे पर्याप्त जॉब करने को दे गयी है तो यह CPI को कम करता है तो CPI का मतलब है क्लॉक्स पैर इंस्ट्रक्शन तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी क्लॉक आव्यश्यक है तो एक पाइपलाइन फैशन में तो कई इंस्ट्रक्शन को एक पाइपलाइन तरीके से एक्सेक्यूट किया जाता है तो आप अधिक संख्या में इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट कर सकते हैं आदर्श रूप से हम प्रति इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक में चाहते हैं क्योंकि अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिला है जो 10 स्टेजेस ले रहा है और आर्किटेक्चर 10 स्टेजेस का पाइपलाइन्ड आर्किटेक्चर है तो प्रत्येक क्लॉक साइकिल के बाद 1 इंस्ट्रक्शन पूर्ण होना चाहिए तो इस तरह से आदर्श रूप से CPI मूल्य 1 होना चाहिए लेकिन निश्चित रूप से यह संभव नहीं है क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस की विभिन्न स्टेजेस आवश्यकताओं के कारण और पाइपलाइन स्टेजेस की संख्या हमेशा इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्यूटर टाइम के आकार के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाएगी तो परिणामस्वरूप यह 1 नहीं हो सकता है लेकिन यह औसत CPI मूल्य की औसत संख्या को कम करेगा हालाँकि इसकी आवश्यकता है यह एक और समस्या की ओर जाता है जिसे डेटा फॉरवार्डिंग के रूप में जाना जाता है तो डेटा फॉरवार्डिंग क्या है तो यह इस तरह है तो हमने जो किया है वह है कि हमे 3 स्टेज पाइपलाइन मिला है यह फेचडिकोड और एक्सेक्यूट फेचडिकोड और एक्सेक्यूट और यह एक्सेक्यूट 3 स्टेजेस था पहला स्टेज रजिस्टर रीड था पहला स्टेज रजिस्टर रीड था और अगला स्टेज कम्प्यूटेशन था और तीसरा स्टेज राइटिंग बैक था तो ये 3 स्टेजेस थे अब हमने संशोधित संस्करण में क्या किया है हमें यह फेच मिला है यह वहां है लेकिन इस डिकोड को जटिल बना दिया गया है तो डिकोड को अब 2 स्टेज मिल गए हैं डीकोड और यह रजिस्टर रीड डिकोड और रजिस्टर रीड वे 2 स्टेज हैं और फिर हमें यह एक्सेक्यूट मिल गया है जिसे यह कम्प्यूटेशन मिली है और यह राइटिंग बैक ये दो हैं अब आप समस्या को समझ सकते हैं क्योंकि क्या हो सकता है कि मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे R 1 इक्वल टू R 2 प्लस R 3 और दूसरा इंस्ट्रक्शन R 4 इक्वल टू R1 R5 तो क्या हो रहा है कि आप इस R1 मान को देख रहे हैं जो कंप्यूटिंग कर रहा है तो यह उपलब्ध है यदि यह इंस्ट्रक्शन 1और इसे कहे इंस्ट्रक्शन 2 है तो जब इंस्ट्रक्शन 1 इस स्टेज में आता है या यहाँ इंस्ट्रक्शन 1 इस चरण में आता है तब केवल R1 मान अपडेट किया जाएगा लेकिन जब इंस्ट्रक्शन इनमें से किसी एक स्टेज में था तो इंस्ट्रक्शन 2 पाइपलाइन के पिछले स्टेज में है तो क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन 2 कम्प्यूटेशन स्टेज में होगा तो इस समय तक इंस्ट्रक्शन 2 को पहले से ही R1 का मूल्य मिल गया है तो इंस्ट्रक्शन 2 को ऑपरेंड में से एक के रूप में R1 की आवश्यकता होती है तो इस समय तक इंस्ट्रक्शन 2 ने R1 पहले से ही एक्सेस कर लिया है लेकिन यह मान सही नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारा मतलब यह है कि जो भी R 2 और R3 के योग का आउटपुट हो वह सामग्री R 1 होनी चाहिए तो यहाँ मुझे R 1 की कुछ पुरानी सामग्री मिल रही है तो हमारे पास कुछ प्रकार की योजना है जिसे डेटा फॉरवार्डिंग के रूप में जाना जाता है तो क्या होता है कि जब कंपाइलर देखेगा कि इस तरह की स्थिति है कि कुछ ऑपरेंड वैल्यू का उपयोग किया जा रहा है जो अभी तक स्थिर नहीं है तो यह है कि डेस्टिनेशन के पास अभी तक मूल्य नहीं है तो स्टेजेस के बीच कुछ रास्ता होना चाहिए जिसके द्वारा यह डेटा फॉरवार्डिंग किया जाता है तो यह ALU आउटपुट R1 किसी तरह अगले इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेंड के रूप में फीड होना चाहिए तो आर्किटेक्चर इस सुविधा का समर्थन करता है और यह कंपाइलर का काम है उन परिस्थितियों की पहचान करने के लिए और तदनुसार यह चिह्नित करता है कि डेटा फ़ॉरवर्डिंग उन स्थानों पर होनी चाहिए और फिर आर्किटेक्चर कण्ट्रोल वर्ड जेनेरेट होंगे तो यह ध्यान रखा जाता है तो यह 5 स्टेज पाइपलाइनिंग के बारे में है तो डेटा फॉरवार्डिंग पाइपलाइन स्टेजेस के बीच डेटा डेपेंडेन्सीज़ को हल करने के लिए आवश्यक हो सकता है तो जब भी स्टेजेस के बीच हमें डेटा डिपेंडेंसी मिली है तो या तो हमें पाइपलाइन को स्टाल करना होगा तो पिछला इंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया है उसके बाद ही मैं अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करने या अगले इंस्ट्रक्शन के रजिस्टर रीड को एक्सेक्यूट करने के लिए जाता है तो उस समय के लिए हमें वेट करना होगा जो कि पाइपलाइन स्टाल है या हमें किसी प्रकार का डेटा फॉरवार्डिंग करना होगा तो दोनों संभव हैं तो अगला हम सिक्स स्टेज पाइपलाइन देखेंगे तो ARM10 को 6 स्टेज पाइपलाइन मिली है यहां डिकोड दो पाइपलाइन स्टेज में विभाजित होता है जैसा कि पहले डिकोड और रजिस्टर करना और डिकोड स्टेज परफॉर्म करता है एक डिकोड ऑपरेशन और यह रजिस्टर रीड रीड रजिस्टर ऑपरेशन को करता है और लेकिन अब इस मल्टीप्लय एक्यूमिलेट तरह के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए एक्सेक्यूशन यूनिट में एक अलग एड्डर इंट्रोडूस किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन डिकोड पहले इंस्ट्रक्शन डिकोड एक स्टेज में किया गया था इंस्ट्रक्शन डिकोड और रजिस्टर रीड एक साथ अब इसे दो स्टेजेस में विभाजित किया गया है तो आपको यह डिकोड और रजिस्टर मिल गया है इसे अलग अलग दो स्टेजेस में एक साथ रखा जा सकता है तो आपको कुछ सिक्स्थ स्टेज की पाइपलाइन मिलती है और वहा अलग एड्डर इंट्रोडूस किया गया है मल्टीप्लय एक्यूमिलेट तरह का इंस्ट्रक्शन तो मल्टीप्लय एक्यूमिलेट कुछ इस तरह से है तो मल्टीप्लय एक्यूमिलेट इस तरह से किया जाएगा तो मान लीजिए कि मुझे इस तरह का ऑपरेशन मिला है तो y ∑ai xi तो यह सिग्नल प्रोसेसिंग के मामले में एक बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है जहां ये xi सिग्नल सैंपल हैं यह सिग्नल सैंपल हो सकते हैं और यह ai फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट है तो यह बहुत आम है तो जब भी हम सिग्नल प्रोसेसिंग में कोई कम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो यह फ़िल्टरिंग ऑपरेशन है तो वे अक्सर ऐसा करते हैं अब आप देखते हैं कि यदि आप इसे A में लिखना चाहते हैं यदि आप इसे हार्डवेयर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको जो आवश्यक है वह है यह रजिस्टर होना चाहिए जो इन मूल्यों को धारण करेगा तो ये A मूल्य हैं जो आपके पास एक और बैंक लोकेशन का होना चाहिए जहां इसका x मान होगा और फिर क्रमिक मानों को इस एड्डर को फीड किया जाना चाहिए उन्हें एड्डर को फीड किया जाना चाहिए और ai और xi को मल्टीप्लय किया जाएगा और फिर यह एक एड्डर में जाएं जहां यह अडीसन भाग कर रहा है यह एड्डर है तो यह y रजिस्टर है और यह मान यहां आना चाहिए और हमें इस तरह की संरचना होनी चाहिए तो इस पिछले मूल्य को जोड़ा जाएगा और यह इस तरह से कर रहा होगा अब यदि आपके पास प्रोसेसर के भीतर यह विशेष संरचना उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा जहां यह इस मध्यस्थ गणना को करेगा और फिर इसे y के साथ ऐड कर देगा तो इस तरह से यह एक प्रोग्राम में होना है जो हमें करना है तो यदि मेरे पास इस ऑपरेशन को करने के लिए एक ही ALU है तो हमें उस ALU का उपयोग मल्टिप्लिकेशन करने के लिए करना होगा और फिर अडीसन इसके बाद फिर से मल्टिप्लिकेशन करना होगा और फिर अडीसन उस तरह एक सिंगल ALU का उपयोग करना होगा तोARM प्रोसेसर के मामले में जो किया गया है वह एक ऐसा मॉड्यूल है जिसे सिस्टम में शामिल किया गया है तो इसे मल्टीप्लय एक्यूमिलेट यूनिट कहा जाता है तो यह ai और xi से आने वाले सक्सेसिव डेटा आइटम को मल्टीप्लय करेगा और y रजिस्टर में मूल्यों को एक्यूमिलेट करेगा तो आंतरिक रूप से हमने इस हार्डवेयर को उपलब्ध कहा है तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम इस मल्टीप्लय एक्यूमिलेट प्रकार के ऑपरेशन को कर सकते हैं तो हम इसे अधिक विस्तार से देखेंगे कि जब हम प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट पर जा सकते हैं तो यह मल्टीप्लय एक्यूमिलेट एक अलग एक्सेक्यूशन यूनिट द्वारा किया जाता है जो इस मल्टीप्लायर एक्यूमिलेटर ऑपरेशन का ध्यान रखता है फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और डेटा बसें अब 64 बिट हैं तो अब यह ARM10 है तो इसे 64 बिट एड्रेस बार इंस्ट्रक्शन और डेटा बसें मिली हैं तो 32 बिट डेटा बस होने के बजाय आपको 64 बिट डेटा बस मिल गई है लेकिन आंतरिक ऑपरेशन केवल 32 बिट के रूप में रहता है हमें जो फायदा मिलता है वह एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करना है तो एक एक्सिस में अब आपको दो इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं तो दो क्योंकि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन 32 बिट है तो आपको दो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और डेटा बस भी 64 बिट है तो एक एक्सेस में आप दो डेटा आइटम प्राप्त कर सकते हैं तो बाहरी डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी तक एक्सेस करने की संख्या कम होगी और इससे सिस्टम की इस पावर की खपत के संदर्भ में जटिलता को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि बस गतिविधि से बस पावर की खपत होगी और यह कम से कम हीटिंग इफ़ेक्ट का नेतृत्व करेगा तो सिस्टम के निर्धारित तापमान की हीट अधिक हो सकती है तो जैसा कि हमने कहा कि ARM कम पावर के लिए डिज़ाइन हैं तो यह एक अन्य एवेन्यू है जिसके द्वारा ARM10 प्रोसेसर में यह पावर कटौती हासिल की जाती है